इस ADC के संचालन के लिए इस टाइमिंग डायग्राम पर नज़र डालें तो यह स्वयं व्याख्यात्मक है इस CS लाइन की तरह तो यह CS लाइन शुरू में हाई है फिर कुछ समय बाद यह लो हो जाती है तो यह हाई से लो ट्रांजीशन है यह CS लाइन ADC के संचालन के लिए लो होनी चाहिए फिर हम इस राइट लाइन पर एक पल्स देते है तो यह हाई से लो ट्रांजीशन करता है उस समय जो भी एनालॉग वैल्यू होगा उसे सैंपल किया जाएगा और उसे कन्वर्शन के लिए लिया जाएगा और फिर यह कन्वर्शन करेगा और जब कन्वर्शन खत्म हो जाएगा तो यह INTR वैल्यू जेनरेट करता है यह इंटरप्ट लाइन हाई से लो में ट्रांजीशन करती है इस तरह कन्वर्शन पूरा हो गया है फिर प्रोसेसर इस रीड बार लाइन को देता है यह हाई से लो में ट्रांजीशन करती है तो यह रीड बार लाइन दी गई है और फिर डेटा बस में डेटा उपलब्ध है इसलिए हम इसे पढ़ सकते है राइट बार लाइनों पर हमें एक पल्स देने की आवश्यकता है जैसे मैंने कहा है कि यह कन्वर्शन शुरू करने के लिए लो से हाई ट्रांजीशन की आवश्यकता होती है इसलिए कन्वर्शन प्रारंभ बिंदु यहां नहीं है कन्वर्शन प्रारंभ बिंदु यह है तो इस बिंदु से आगे कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा तो उस लाइन पर हाई से लो ट्रांजीशन है आगे हम एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा कनवर्टर पर गौर करेंगे जिसे डिजिटल टू एनालॉग कनवर्टर कहा जाता है अब तक हमने एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर को देखा था वे एनालॉग डेटा का डिजिटल रूपांतरण करने के लिए उपयोगी है इसलिए यह मूल रूप से इंटरफ़ेस के इनपुट भाग के रूप में कार्य कर रहा है उदाहरण के लिए कभी कभी हम कुछ आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना चाहते है यदि एक पंखा है जो घूम रहा है और आप पंखे की गति को नियंत्रित करना चाहते है तो यदि आप डिजिटल रूप से ऐसा करना चाहते है तो माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर कुछ डिजिटल मूल्य का उत्पादन कर सकते है और यह डिजिटल मूल्य वास्तव में कुछ वोल्टेज के अनुरूप होता है जिसे पंखे के रोटेशन के लिए दिया जाना चाहिए तो इस तरह हमारे पास विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो सकती है जिसके द्वारा इस डिजिटल सिग्नल को संबंधित एनालॉग मूल्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है ताकि इसे इस एनालॉग दुनिया में दिया जा सके तो यह DAC डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर है इसलिए वे डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते है और DAC का रिज़ॉल्यूशन बाइनरी इनपुट की संख्या का एक फ़ंक्शन है तो यह 8 बिट DAC मिल गया है तो रिज़ॉल्यूशन 128 होगा इसलिए DAC 0808 जो उदाहरण हमारी चर्चा में आएगा उसे d 0 से d 7 इनपुट पर बाइनरी नंबर मिल गए है और इसे रेफरेंस करंट Iref में बदल दिया जाएगा और Iout रेफरेंस करंट के संबंध में है तो उन D 0 से D 7 बिट्स की सेटिंग के आधार पर हम एक अलग करंट प्राप्त करेंगे जैसे यदि ये सभी बिट्स 1 के बराबर है तो आपको Iref के करीब करंट मिल रहा है तो यह I ref का 255256 होगा यदि उनमें से सभी 1 है तो आपको I ref का 255256 मिल रहा है तो यह फुल I ref वैल्यू के बहुत करीब है दूसरी ओर यदि ये सभी बिट्स 0 है तो Iout 0 के बराबर होगा और यह करंट के लिए कुछ मध्यस्थ आउटपुट देता है और जब आप उस करंट को वोल्टेज में कनवर्ट करते है तो आप इसी डिजिटल वॉल्टेज को प्राप्त करेंगे तो यह इस संरचना द्वारा किया जाता है तो हमें यह DAC 0808 मिला है इसे ये डिजिटल इनपुट मिले है कुछ रीड राइट लाइनें है और फिर हमें ये पोर्ट P10 से 17 तक मिल गए है तो वे पोर्ट है जिनके द्वारा आप इस DAC के लिए डेटा बिट्स फीड कर रहे है आउटपुट एक करंट के रूप में उपलब्ध होता है और उस करंट को वोल्टेज में परिवर्तित करने की आवश्यकता है यह रूपांतरण इस ऑप एम्प सर्किटरी द्वारा किया जाता है तो इस करंट को 5 k रेजिस्टेंस मूल्यसे गुणा किया जाएगा तो आपको यहां वोल्टेज मूल्य मिलेगा जिसे आप एक ओसिलोस्कोप में डाल सकते है और देख सकते है कि किस प्रकार का वोल्टेज यहां आ रहा है ताकि हम ओसिलोस्कोप पर प्लॉट कर सकें तो इस तरह हम इस DAC का उपयोग डिजिटल से एनालॉग कन्वर्शन के लिए कर सकते है आइडियली इस करंट को वोल्टेज में बदलने के लिए हम आउटपुट पिन Iout को एक रेजिस्टेंस से जोड़ते है हालाँकि यह त्रुटि का कारण बन सकता है क्योंकि लोड का इनपुट रेजिस्टेंस जहां यह जुड़ा हुआ है आउटपुट वोल्टेज को भी प्रभावित करेगा इसलिए इस बिंदु पर हमें कुछ करंट Iout मिला है तो मुझे यहां एक रेजिस्टेंस को सीधे कनेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वोल्टेज क्या है तो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मापना चाहिए लेकिन हमारे पास जो समस्या है वह यह है कि यह Iout लाइन है तो मैं यहां एक रेजिस्टेंस को जोड़ रहा हूं और यह सर्किट में कुछ अन्य बिंदु को ड्राइव करने वाला है तो यह कुछ अन्य डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है और परिणामस्वरूप डिवाइस इनपुट रेजिस्टेंस तो डिवाइस इनपुट रेजिस्टेंस यह भी इसके साथ आ जाएगा इस तरह से इस वोल्टेज का माप जो आपको मिल रहा है अकेले इस रेजिस्टेंस के कारण नहीं हो सकता है यह कुछ अन्य लोडिंग रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है इस तरह से त्रुटि आ सकती है इसीलिए यह ऑप एम्प सर्किटरी पेश कि गयी है ताकि हम अगले डिवाइस को डीकपल कर सकें हम इस बिंदु को इस बिंदु से डीकपल कर सकते है तो इस तरह से इस सर्किटरी का उपयोग किया जाता है Iref आउटपुट करंट को ऑप एम्प से जोड़कर अलग किया जाता है IC 741 ऑप एम्प जिसमें 5 किलो ओम का फीडबैक रेजिस्टेंस होता है तो इस तरह यह DAC आउटपुट से आउटपुट स्टेज को अलग कर देगा तो यह उचित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सहायक है इसके लिए प्रोग्राम बहुत सरल है जैसे यदि आप कुछ स्टेर स्टेप प्रकार का रैंप उत्पन्न करना चाहते है तो हम क्या करते है तो आइए इस प्रोग्राम को ट्रेस करें तो शुरू में हमें क्लियर A मिला है शुरू में A 0 के बराबर और फिर MOV P1 A तो MOV P1 A यह स्टेटमेंट इस A आउटपुट को इनपुट 0808 पर डाल रहा है तो यह डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर देगा तो आपको आउटपुट पर 0 मिलेगा तो आपको आउटपुट पर एक 0 मिलेगा और फिर इस बिंदु पर मेरे पास A 0 के बराबर है और फिर यह A मूल्य बढ़ जाएगा तो A मूल्य 1 के बराबर हो जाएगा इसलिए जब यह A 0 के बराबर है तो यदि मैं वेवफॉर्म को देखता हूं DAC आउटपुट को देखता हूं तो यह आउटपुट यहां 0 होगा और फिर मैं इस A को 1 से बढ़ाता हूं तो A 1 के बराबर हो जाता है और कुछ देरी के बाद मैं फिर से इस बिंदु पर कूद रहा हूं तो परिणामस्वरूप यह 1 इस DAC के लिए आउटपुट होगा तो DAC इसी वोल्टेज आउटपुट को रखेगा तो यह डिजिटल मूल्य के अनुरूप वोल्टेज हो सकता है अब इस तरफ मुझे टाइम और इस तरफ मुझे DAC आउटपुट मिला है तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा कुछ समय बाद 1 डिले टाइम के बाद मेरे पास इस तरह का डेटा आउटपुट है इसलिए 1 डिले टाइम के बाद आउटपुट में वृद्धि होगी इसलिए यह कुछ इस तरह होगा तो इस तरह से यह जाएगा तो 255 टाइम के बाद I अधिकतम रहेगा तो I अधिकतम पर रहेगा तब क्या होगा A रजिस्टर की सामग्री 255 है और फिर यदि आप इसे और बढ़ाते है तो यह मूल्य 0 पर रीसेट हो जाएगा इसलिए वेवफॉर्म में मैं यह पाऊंगा कि यह ऊपर जाएगा फिर यह इस तरह गिरेगा फिर आउटपुट इस तरह जाएगा फिर यह इस तरह गिर जाएगा इस तरह से जाएगा फिर यह इस तरह गिर जाएगा हर 256 साईकल यह 0 पर आ जाएगा अन्यथा यह बढ़ रहा होगा इसलिए इस विशेष DAC ऑपरेशन का उपयोग करके इस प्रकार का आउटपुट बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो यह स्टेरकेस प्रकार का आउटपुट है जो उपयोगी हो सकता है आप इसे कुछ अन्य प्रकार के इनपुट के लिए भी उपयोग कर सकते है उदाहरण के लिए यदि आप इसे इस तरह करते है कि एक बार मूल्य 0 से 255 तक पहुंच जाता है तो उसके बाद बढ़ने के बजाय I घटने लगेगा इसलिए इसे घटाएँ जब तक कि यह 0 न हो जाए लेकिन यह एक स्टेप में नहीं होगा तो DAC में एक डेक्रेमेंट इंस्ट्रक्शन होगा DAC कि गणना में कमी होगी और फिर मैं 0 पर वापस जाऊंगा तो उस स्थिति में आप बहुत आसानी से ट्राइंगुलर वेवफॉर्म उत्पन्न कर सकते है तो 0 से यह इस तरह से जाएगा इसलिए एक बार जब काउंट वैल्यू 255 तक पहुंच जाता है तो अब आप इसे कम करना शुरू करते है तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा इस तरह जब यह 0 से नीचे आता है तो आप इसे फिर से बढ़ाना शुरू कर देते है फिर से इसे कम करना शुरू कर देते है तो फिर से एक और 255 काउंट तो आप इसे घटाना शुरू करते है तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ट्राइंगुलर वेव उत्पन्न कर सकते है DAC का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वेव्स उत्पन्न की जा सकती है इस तरह से यदि आप इन वेवफॉर्म जनरेटर को डिजाइन करने जा रहे है तो हम इस DAC का उपयोग कर सकते है हम साइन वेव उत्पन्न करने के लिए थोड़ा और अधिक जटिल उदाहरण लेंगे तो साइन वेव उत्पन्न करने के लिए आपको जो करना है वह यह है कि विभिन्न साइन वैल्यू के लिए आपको DAC के इनपुट के लिए इसी संबंधित काउंट को फीड करना होगा तो यह एक्विवैलेन्ट वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है इसलिए हमें पहले एक तालिका की आवश्यकता है जिसके मूल्य 0 और 360 के बीच कोणों के साइन के परिमाण का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप हाथ से एक तालिका बना सकते है विभिन्न साइन वैल्यूज़ के लिए आप इसी परिमाण को देख सकते है अब साइन मात्रा में ये मूल्य माइनस 1 से प्लस 1 की रेंज में 0 से 360 डिग्री रेंज में अलग अलग होंगे साइन मूल्य माइनस 1 से प्लस 1 तक भिन्न होता है इसलिए उस तालिका में हम केवल पूर्णांक संख्याओं को संग्रहीत करेंगे इसलिए हम साइन के केवल उन मानों को लेंगे जहां वोल्टेज मूल्य एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा क्योंकि हम मानते है कि हमारी सर्किटरी इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का उपयोग करने में सक्षम नहीं है यह केवल पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करेगा तो हम इस बात को इस तरह से करेंगे तय की जाने वाली अगली चीज इस DAC के साइन वेव की फुल स्केल वैल्यू है तो अगर आपको लगता है कि इस साइन वेव की पूरी रेंज 10 वोल्ट होनी चाहिए तो क्या आप कुछ इस तरह की तलाश कर रहे है और यह रेंज मान लीजिए प्लस 5 से माइनस 5 है तो यह रेंज 10 वोल्ट है यह बिंदु 5 वोल्ट है यह मिनिमम पॉइंट 0 वोल्ट है और यह मैक्सिमम पॉइंट 10 वोल्ट है आपको 5 वोल्ट का dc ऑफसेट मिला है तो इसके साथ हम इस 10 वोल्ट परिमाण की साइन वेव उत्पन्न कर रहे है तो यदि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे है तो मुझे इस विशेष समीकरण का पालन करना चाहिए कि vout यह 5 वोल्ट प्लस 5 गुणा साइन थीटा Vout 5V 5 x Sin𝛉 है क्योंकि Sin𝛉 माइनस 1 से प्लस 1 की रेंज में होगा इसलिए जब यह माइनस 1 है तो आपको 0 मिलेगा और जब यह प्लस 1 होगा तो आपको मूल्य 10 5 प्लस 5 10 मिलेगा तो हम यही करने जा रहे है तो सबसे पहले हम इस साइन टेबल को लिखते है इसलिए हम मूल्यों को 30 डिग्री के अंतर पर लेते है जो कि 0 30 60 90 जैसे है और फिर संबंधित साइन वैल्यू इस तरह है इसलिए वोल्टेज आउटपुट के लिए यदि आप पिछले समीकरण से परामर्श करते है तो जब यह 0 होता है तो यह 5 वोल्ट है जब यह 005 है आउटपुट 75 वोल्ट है जब यह 60 डिग्री 0866 है तो वोल्टेज आउटपुट 933 है तो आप क्या करते है आप इस DAC काउंट का पता लगा सकते है क्योंकि 5 वोल्ट मध्य में हो सकते है इसलिए अगर यह मध्य में है तो मुझे फूल रेंज के आधे हिस्से को आउटपुट करना चाहिए DAC की पूरी रेंज 0 से 255 है इसलिए यह बीच में यही कहीं होना चाहिए तो DAC 128 मूल्य का आउटपुट देगा DAC का मूल्य 128 होना चाहिए तो DAC आउटपुट में 5 वोल्ट के करीब मूल्य रखेगा इसलिए यदि अगली बार आप आउटपुट मूल्य 75 वोल्ट जो की 30 डिग्री साइन मूल्य के अनुरूप है को आउटपुट में चाहते है तो आप DAC काउंट को 192 के रूप में रख सकते है तो इसे 75 वोल्ट आउटपुट में परिवर्तित किया जाएगा कुछ समय बाद यह साइन वैल्यू नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव के लिए यदि आप संबंधित सूत्र परामर्श करते है तो वोल्टेज आउटपुट 25 वोल्ट है और इसके लिए आवश्यक DAC काउंट 64 है जो इस 128 का आधा 64 है तो इस तरह से हम यह काम कर सकते है हम काउंट वैल्यू का पता लगा सकते है तो इस तरह हम इसकी गणना करते है DAC को भेजे गए मूल्य को खोजने के लिए विभिन्न कोणों के लिए हम Vout वोल्टेज को 2560 से गुणा करते है क्यों क्योंकि 256 स्टेप्स है जो फुल 10 वोल्ट रेंज को कवर करेंगे यानी 256 10 वोल्ट को कवर करेंगे तो प्रत्येक वोल्ट 256 स्टेप्स को कवर करेगा 256 स्टेप्स को कवर किया जाएगा इसलिए प्रत्येक 256 स्टेप परिवर्तन आउटपुट में 1 वोल्ट परिवर्तन में बदल जाएगा तो इस तरह से आप इस Vout वोल्टेज को 256 से गुणा कर सकते है पिछली तालिका में जो हमें मिली है तो vout को 256 से गुणा करने पर मुझे यह DAC आउटपुट DAC काउंट मिलेगा तो इस तरह से यह निकटतम पूर्णांक लेता है तो DAC आउटपुट पूर्णांक का इतना हिस्सा होगा इस तरह से हम इस DAC मूल्य को संबंधित वोल्टेज में बदल सकते है और साइन वेव जनरेशन के लिए यह संबंधित प्रोग्राम है मान लें कि यह तालिका एड्रेस 300 से संग्रहीत की गई है यह तालिका एड्रेस 300 से यहां संग्रहीत की जाती है और फिर सभी मूल्य 128 192 को संग्रहीत करते है तोयह 0 से 30 डिग्री है फिर वे सभी कोण तो इस तरह इन्हे संग्रहीत किया जाता है और फिर उनमें से प्रत्येक के लिए मुझे संबंधित वेव का उत्पादन करना होगा इसलिए R2 रजिस्टर में हम काउंट वैल्यू रखेंगे ताकि हम यह कह सकें कि यह कितने स्टेप्स जाएगा काउंट वैल्यू हमारे पास मौजूद स्टेप्स की संख्या है जैसे यहाँ यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से 13वहाँ वापस आ जाएगा तो यह 12 है R2 काउंट वैल्यू को धारण करेगा अब हम रजिस्टर A को क्लियर करते है और फिर MOV A A DPTR तो DPTR इस तालिका का एड्रेस रख रहा है ORG 300 स्टेटमेंट के द्वारा इस तालिका को मेमोरी एड्रेस 300 से स्टोर किया जाएगा इस स्टेटमेंट द्वारा DPTR को 300 मिला है और इस A रजिस्टर को क्लियर कर दिया गया है तो मुझे A रजिस्टर पर पहला मूल्य 128 मिलता है यह मूल्य हम पोर्ट P1 पर रखते है और परिणामस्वरूप यह 5 वोल्ट का आउटपुट देगा DAC को काउंट 128 मिलेगा परिणामस्वरूप DAC उस 5 वोल्ट का आउटपुट देगा तो वेवफॉर्म चार्ट पर आप यहां कहीं भी होंगे यह 5 वोल्ट है यह 0 है और यह 10 है इसलिए आप यहां कहीं भी हो सकते है उसके बाद हम इस DJNZ R2 को घटा रहे है तो R2 को घटाया जाता है यह 11 हो जाता है और फिर हम यहां वापस जा रहे है तो हमने DPTR को बढ़ाया है इसलिए DPTR अब इस ओर इशारा कर रहा है तो अब उसी स्टेटमेंट द्वारा यह अगली साइन वेव वैल्यू को आउटपुट करेगा जो हमारे पास है इसलिए यदि आप इस तालिका को देखते है तो अब हम इस 192 को आउटपुट करना चाहते है 192 को आउटपुट किया जाएगा तो अगला मूल्य 192 है जब इसे आउटपुट किया जाता है तो हमें अगला वोल्टेज लेवल मिल रहा है जो की 75 वोल्ट है यह यहाँ कहीं होगा तो यह इस तरह से बढ़ रहा होगा तो इस तरह यह बढ़ेगा यह इस बिंदु पर आ जाएगा तो यह स्टेप इस तरह है इसलिए हम इस साइन वेव को अप्प्रोक्सिमेट करने की कोशिश करेंगे इसलिए क्रमिक स्टेप्स में यह इस 10 वोल्ट तक जाएगा और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा क्रमिक स्टेप्स में वह अप्प्रोक्सीमेशन किया जाएगा इसलिए यदि आप उस विशिष्ट वेवफॉर्म को देखते है जो आपको मिलती है तो इन सभी चीजों को करने के बाद यह कुछ ऐसा होगा मुझे नहीं पता कि यह साइन वेव दिखता है या नहीं लेकिन आइडियली यह कम या ज़्यादा साइन वेव की तरह दिखता है तो 0 के लिए आपको यह आउटपुट के रूप में मिला है 30 डिग्री के लिए आपको यह आउटपुट मिला है 60 डिग्री पर आपको यह आउटपुट के रूप में मिला है तो आइडियली इस तरह से यह वेवफॉर्म को ट्रेस कर रहा है तो यदि आप इस 5 वोल्ट लाइन को अपनी साइन वेव के 0 पॉइंट के रूप में लेते है तो यह एक प्रकार कि साइन वेव है इस तरह हम साइन वेव का एक अनुमान प्राप्त कर सकते है निश्चित रूप से आप अपने स्टेप साइज को बेहतर बनाकर बेहतर काम कर सकते है तो आप 30 डिग्री से कम स्टेप साइज ले सकते है यहाँ समस्या है क्योंकि हम आउटपुट को 30 डिग्री की रेंज पर रख रहे है X Y हमें कुछ प्रकार का आउटपुट मिला है जिसे हम ओसिलोस्कोप पर देखेंगे यह किसी प्रकार का स्टेयर केस होगा लेकिन यदि आप यह कोण कम करते है 30 डिग्री के बजाय यदि आप 2 डिग्री के अंतराल पर लेते है तो आपको बड़ी संख्या में आउटपुट प्राप्त हुए है और फिर यह आपकी साइन वेव का अनुसरण नजदिकी से करेगा इस तरह से यह उपयोगी हो सकता है जब आप इस साइन वेव जनरेशन या किसी भी आरबिटररी वेवफॉर्म जनरेशन के लिए जा रहे है आप न केवल इस साइन वेव्स की कोशिश कर सकते है लेकिन जहां भी वेवफॉर्म रेपेटिटिव प्रकार की है तो आप माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर्स की मेमोरी में कुछ सैंपल मूल्य संग्रहीत कर सकते है और फिर उन मूल्यों को DSP पिन में आउटपुट कर सकते है तो यह अनुरूप एनालॉग मूल्य को आउटपुट करेगा और आप उस आउटपुट को स्कोप या किसी अन्य डिवाइस पर प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे है तो इस तरह से हम इस DAC को माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर से जोड़ सकते है तो इसी तरह आपके पास इन DAC चिप्स की एक अलग रेंज हो सकती है जो उपलब्ध है उनमें से कुछ बेहतर रिज़ॉल्यूशन कर रहे है स्पीड महत्वपूर्ण फॅक्टर में से एक है तो इस तरह से हमारे पास विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते है इसके बाद हम एक और बहुत अच्छे इंटरफेस डिवाइस पर गौर करेंगे जिसे LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है इसलिए वे LED से बेहतर है क्योंकि LED में समस्या यह है कि आपके पास बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है LED के साथ आपके पास केवल कुछ निश्चित पैटर्न हो सकते है इसलिए आपके पास इस LED पर कोई भी मनमाना पैटर्न प्रदर्शित नहीं हो सकता है केवल कुछ अंक कुछ आंकड़े कुछ संख्याएं कुछ करैक्टर LED डिस्प्ले पर डाल सकते है लेकिन यह LCD डिस्प्ले बहुत बेहतर है आप इस पर कुछ ग्राफिक्स भी डाल सकते है तो यह उचित लाइन्स का चयन करते हुए संबंधित बिट्स को चालू करता है तो इस तरह आप कुछ LCD इंटरफेसिंग प्राप्त कर सकते है जो LED से बेहतर होंगे और साथ ही इस LCD की कीमत कम हो रही है तो हम LCD के बारे में बात कर रहे है इस LCD की कीमतें भी कम हो रही है तो यह बेहतर है इसमें संख्याए करैक्टर और ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की क्षमता है सभी विभिन्न प्रकार की चीजें हम डिस्प्ले पर डाल सकते है और रिफ्रेशिंग कंट्रोलर LCD का हिस्सा है तो LCD में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको LED की तरह डिस्प्ले को बदलने की आवश्यकता है अगर आप किसी भी LED को चालू करते है तो कुछ समय बाद अगर यह नियंत्रित करने वाला माइक्रोकंट्रोलर बंद हो रहा है तो मान लें कि यह माइक्रोकंट्रोलर LED पैनल को नियंत्रित कर रहा है अगर यह LED पैनल है यह विशेष LED पिन LED बिट जो मेरे पास है अब यह विशेष LED पिन LED बिट जो मेरे पास है को लगातार इस लाइन द्वारा संचालित किया जाना है तो अगर यह माइक्रोकंट्रोलर कुछ और कर रहा है जैसा कि हम जानते है कि इस माइक्रोकंट्रोलर पोर्ट के अधिकांश बिट्स विभिन्न कार्यों में मल्टिप्लेक्सड है तो अगर ऐसा होता है कि माइक्रोकंट्रोलर इस विशेष पिन का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है तो यह विशेष बिट अन्य उद्देश्य के लिए है परिणामस्वरूप यह प्रदर्शन भी प्रभावित होगा उदाहरण के लिए पोर्ट P0 मल्टिप्लेक्सड एड्रेस डेटाबस के रूप में कार्य करता है इसलिए यदि आप इसे कुछ LED मॉड्यूल प्रदर्शित करने के लिए उपयोग कर रहे है तो LED मॉड्यूल की सामग्री समस्याग्रस्त हो सकती है मान लें कि मैंने कुछ पैटर्न का आउटपुट दिया है और उसके बाद हम कुछ मेमोरी स्थान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे है तो इस तरह सामग्री एक समस्या बन जाती है उस LED पैनल की सामग्री मॉडिफाइड हो जाएगी तो यह समस्या है LCD के मामले में क्या होता है LCD के अंदर एक समर्पित रजिस्टर होगा तो LCD के अंदर कुछ रजिस्टर होंगे जहां यह उस पैटर्न को रखेगा जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते है और परिणामस्वरूप माइक्रोकंट्रोलर को LED पैनल को लगातार रिफ्रेश करने से राहत मिलती है तो ये डिस्प्ले पैनल एक बार जब LCD के अंदर के रजिस्टर पर लिखा जाता हैतो यह उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेगा तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है यह रिफ्रेशिंग कंट्रोलर LCD का हिस्सा है और प्रोग्रामिंग भी बहुत सरल है केवल अगर कुछ बिट्स समान है कुछ रजिस्टर समान है और फिर यह कंटेंट को लगातार प्रदर्शित करेगा तो यही कारण है कि LCD इंटरफेसिंग बहुत लोकप्रिय हो रही है और कई LCD पैनल उपलब्ध है वे अलग अलग क्षमताओं के साथ है और हम कुछ ऐसे पैनल कुछ उदाहरण पैनल पर गौर करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले पर कुछ विशेष पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए उन्हें कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है